इस सत्र में पुनः आपका स्वागत है हम जिम्मेदार लेखकों के बारे में और इंजीनियरिंग अनुसंधान में क्रेडिट पर चर्चा करने जा रहे हैं इसलिए मॉड्यूल की रूपरेखा इस तरह होगी कि जैसे आप उद्धरण के रूप में क्रेडिट पावती लेखक की योग्यता एक लेखक की जिम्मेदारियां एक लेखक की श्रेणियां साहित्यिक चोरी के मुद्दे लेखकों के बीच क्रेडिट साझा करना इससे संबंधित पहलू के बारे में क्या समझते हैं इसलिए एक शोध योगदान का श्रेय तीन मुख्य तरीकों से दिया जा सकता है लेखक द्वारा स्वयं उद्धरण द्वारा और लिखित स्वीकृति के माध्यम से इसलिए ग्रंथकारिका को किसी के लेखन के योगदान के आधार पर किसी को लेखकों का हिस्सा बना देने से बनाया गया उद्धरण किसी के पहले प्रकाशित कार्य और लिखित माध्यम से उपयोग करने का मतलब है वर्तमान अनुसंधान में कुछ योगदान के लिए न तो योग्य है उद्धरण और न ही ग्रंथकारिका के लिए इसलिए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें हम इसे समझ सकते हैं अनुसंधान में किए गए योगदान को फिर से एक कर्तव्य के हिस्से के रूप में लेना और उसके बाद किए गए योगदान को पहचानने की बाध्यता अन्य किए गए कार्य के संदर्भ में शोध प्रकाशन में उद्धरण के रूप में श्रेय देने की शर्तें व्यापक रूप से उद्धरण के लिए स्वीकृत मानदंड हैं और इस प्रकार हैं यदि आपने परिणाम या विचार पहले ही प्रकट कर दिए हैं जो कि पहले प्रकाशित या औपचारिक रूप से काम में प्रस्तुत किया गया उद्धरण से सम्बन्धित मामले के संदर्भ सम्मेलनों में या विषय बैठकों में दूसरों द्वारा प्रस्तुत किसी भी कार्य से तैयार किए जाते हैं उद्धृत कार्यों की सूची पर्याप्त रूप से पूरी होनी चाहिए जिससे पाठक यह समझें कि रिपोर्ट किए गए शोध में यह कहाँ फिट बैठता है सभी मूलभूत अनुसंधान योगदान प्रकाशन जो कि पाठकों के सामान्य ज्ञान का हिस्सा नहीं हैं को भी उद्धृत किया जाना चाहिए अप्रकाशित कार्य जैसे निजी पत्राचार की तरह केवल तभी उद्धृत किया जाता है जब कोई आसानी से उपलब्ध लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं होते हैं इस तरह के पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट सोर्सिंग को बेहतर तरीके से स्वीकार किया जा सकता है कभी कभी प्रकाशित काम के मामले में संबंधित व्यक्ति से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है इस भाग को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैयदि आप किसी का श्रेय दे रहे हैं किसी के काम कभी कभी अनुमति लेनी पड़ती है

किसी व्यक्ति के कार्य का उद्धरण उस व्यक्ति को उस कार्य के लिए जवाबदेह नहीं बनाता है जिसमें वह उद्धृत किया गया है और इस प्रकार यह ज्यादातर समय उस पक्ष की अनुमति की आवश्यकता नहीं है जिनका काम उद्धृत है क्योंकि वर्तमान कार्यों के लिए उद्धृत हवाला देते हुए जो व्यक्ति है उसकी कोई जवाबदेही नहीं है कभी कभी अधिकांश मामलों में अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है भी अब उद्धरण स्वीकृति से अलग कैसे है अनुसंधान शोध रिपोर्ट में योगदान जो किसी व्यक्ति को लिखित रूप में लेखकों से जुड़ने के लिए योग्य बनाने के लिए पर्याप्त रूप से महत्वपूर्ण है और उद्धरण स्रोत में नहीं है उसको स्वीकृतियां में निहित को मान्यता दी जानी चाहिए एक व्यक्ति जिसका अनुसंधान योगदान रिपोर्ट में स्वीकार किया जाता है केवल उस विशिष्ट योगदान के लिए जवाबदेह है जिसके लिए व्यक्ति को स्वीकार किया जाता है लेकिन पूरी रिपोर्ट के लिए नहीं इसलिए हमें अपने बारे में बहुत स्पष्ट होना चाहिए किसके लिए किस तरह का काम स्वीकार करना क्योंकि वह व्यक्ति विशिष्ट योगदान जो रिपोर्ट में उल्लिखित है इसके लिए जवाबदेह है अब ग्रंथकारिका लेखकीय योग्यता क्या है एक व्यक्ति रिपोर्ट लेखन की लेखकीय योग्यता के लिए पात्र है जब कम से कम ये दोनों योगदान मिले होंव्यक्ति ने शोध के विकास के संबंध में शोध डिजाइन सिद्धांत विकास प्रोटोटाइप योगदान विश्लेषण और व्याख्या वगैरह में महत्वपूर्ण योगदान दिया है व्यक्ति ने अंतिम पांडुलिपि की समीक्षा या अनुमोदन किया हैलेखन एक व्यक्ति को रिपोर्ट के लिए जवाबदेह बनाता है इसलिए इनको स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है स्पष्ट विचार की आवश्यकता है जैसे उस व्यक्ति की ज़िम्मेदारी क्या है जिसके शोध कार्यों कार्यों का उद्धरण हवाला दिया जाता है क्या है उस व्यक्ति की जिम्मेदारी जिसे लेखन कार्य की स्वीकृति ली जाती है और उसकी जिम्मेदारी क्या है वह व्यक्ति जिस पर लेखन की जिम्मेदारी होती है है और व्यक्ति का क्या योगदान होता है जो उसे लेखन योग्यता के लिए योग्यता के लिए योग्य मानता है जब हमें शोध अनुसंधान प्रथाओं में सहयोग करने की आवश्यकता होती है तो इन पर अंतिम चर्चा हो सकती है एवं हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होती है तब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति लेखक होने के दावे के साथ और हम दावा कर सके कि उस मामले में नहीं जानते हैं कि क्या उचित कार्रवाई की जानी चाहिए व्यक्ति को लेखक के रूप में पहचानें और इसका श्रेय दें या नहीं यदि हम इस अंतिम विवरण को नहीं जानते हैं इसलिए यदि कोई व्यक्ति आता है और लेखक होने के दावे के लिए दावा करता है तो हमें यह समझना होगा कि क्या वह व्यक्ति लेखक होने के लिए पात्र है या नहीं या केवल उस व्यक्ति को स्वीकार कर रहा है योगदान है या किसी के काम का हवाला देना ठीक है IEEE की प्रतिलेख के अनुसार जब कोई व्यक्ति एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक विकास प्रणाली या प्रयोग के संबंध में बौद्धिक योगदान डिजाइन प्रोटोटाइप विकास या जो इसमें निहित है उससे जुड़े कार्य का विश्लेषण पांडुलिपि बनाया है एवं आलेखन या समीक्षा करने या प्रारूपण या समीक्षा करने या संशोधित करने में योगदान दिया गया एवं पांडुलिपि ने पांडुलिपि के अंतिम संस्करण को मंजूरी दी तो उसे ही श्रेय दिया जाना चाहिए एक शोध लेख के एक लेखक की जिम्मेदारियां क्या हैं प्रत्येक लेखक पूरी रिपोर्ट के लिए जवाबदेह है और जब तक कि विशिष्ट विवरण नहीं दिए जाते प्रत्येक लेखक द्वारा दिए गए योगदान का सम्मान इस तरह के किसी भी बयान के अभाव में रिपोर्ट की गई अखंडता और क्षमता के लिए समान रूप से जवाबदेह हैं अब हमें स्पष्ट रूप से समझना होगा कि लेखकों की श्रेणियां क्या हैं तो जो योग्य है पहला लेखक होने के लिए जो योग्य है कि दूसरा लेखक कभी कभी हो सकता है क्या होता है जैसे विवादों के बारे में लगता है कि आप अपने गाइड के तहत काम कर रहे हैं तो कौन पहला लेखक बनता है और दूसरा लेखक कौन बनता है तो वहाँ इसके बारे में कुछ विवाद हो सकता है तो लेखकों की विभिन्न श्रेणियां हैं जैसेनेतृत्व लेखक प्रस्तुत लेखक पत्राचार लेखक और वरिष्ठ लेखक आइए देखते हैं कि ये अंतर क्या हैं प्रमुख या नेतृत्व लेखक जिसने काम करने के लिए सबसे बड़ा बौद्धिक योगदान दिया है पूरी रिपोर्ट के लिए जिम्मेदारी ली है भले ही अन्य निर्दिष्ट योगदान निर्दिष्ट हों यह उसके लिए सैद्धांतिक जिम्मेदारी है प्रस्तुत लेखक वह है जो पांडुलिपि जमा करता है केवल पत्रिकाओं के संपादकों के साथ व्यवहार करता है पत्राचार लेखक के यह सुनिश्चित करना सभी लेखकों के पास प्रकाशित अंक के मानदंड को पूरा किया है यह देखने के लिए एक विशेष जिम्मेदारी है और यह कि पत्रिका की विशेष आवश्यकताएं पूरी हुई हैं इसलिए ये लेखक सभी मानदंडों की तरह बनाए रखने के लिए पत्राचार करने और तय करने का प्रयास करता है पत्रिका प्रकाशन के संबंध में कि सभी मापदंड पूरे हुए या नहीं So sometimes what happen submitting author is the lead author इसलिए कभी कभी लेखक को प्रस्तुत करने वाला प्रमुख लेखक होता है अनुरूपी पत्राचार लेखकवह है जिसे इच्छुक लोग कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं किसी भी प्रकाशित स्पष्टीकरण या संदेह के लिए आमतौर पर लेखक लेख के पुनर्मुद्रण सबसे अधिक प्राप्त करता है लेखक की सूची में इसी लेखक का नामअक्सर तारांकन द्वारा इंगित करता है सह लेखक आमतौर पर पत्राचार लेखक है वरिष्ठ लेखकयह एक अस्पष्ट शब्द है जो प्रमुख लेखक या सबसे वरिष्ठ की बात करता है लेखकजो सर्वोच्च शैक्षणिक रैंक या क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है एक प्रमुख मुद्दा बेशक है साहित्यिक चोरी यह आमतौर पर समझा जाता है किसी अन्य व्यक्ति के विचारों प्रक्रियाओं परिणामों या शब्दों का विनियोगबिना किसी उचित श्रेय को दिए इसे एक गंभीर शोध अनाचार के रूप में माना जाता है जो यह केवल लिखित पाठ पर ही लागू नहीं होता बल्कि इसे तस्वीरों तालिकाओं और चार्ट जैसे ग्राफिक्स अभ्यावेदन के लिए भी लागू माना जाता है साहित्यिक चोरी के लिए तकनीकी योग्यता क्या है यह बहुत जरूरी है और इसे पूरी तरह से समझना भी जरूरी है जैसे किसी पूरे पेपर की वर्बेटिम प्रतिलिपि बनाना पृष्ठों या पैराग्राफों के अनपेक्षित अनुचित टीका टिप्पड़ी यह तब होता है जब कुछ ही शब्दों या वाक्यांशों को बदल दिया गया है या मूल वाक्य का पुनर्व्यवस्थित क्रम रहा है और कोई क्रेडिट नोट या संदर्भ पाठ में प्रकट नहीं होता है न ही उसका श्रेय दिया जाता है यह तब होता है जब मूल पेपर के कुछ अंश को दूसरे पेपर से कॉपी किया जाता है उद्धरण या सन्दर्भ स्रोत का उपयोग किया जाता है लेकिन उद्धरण चिह्नों का अभाव होता है स्पष्ट परिशोधन के बिना कागज का एक बड़ा हिस्सा तो वह मूल पाठ और नया पाठ एक साथ विलय हो जाता है और जैसे हम यह पता करने में सक्षम नहीं होते हैं कि वर्तमान लेखक का योगदान क्या है और पहले के लेखक का योगदान क्या है जिसको संदर्भित किया गया है इसलिए ऐसा है क्योंकि प्रेरित लोपों या कोष्ठक के संदर्भ में दोनों की तरह कोई सन्दर्भ या उद्धरण नहीं दिया गया है जिसे हम समझ सकें हैं कि यह भाग मूल लेखक या उद्धरणों का है इसलिए हम सहलेखकों के बीच सन्दर्भ या उद्धरण कैसे साझा करते हैंजैसे जैसे सहयोग लेखन की धारणा बढ़ती जा रही है आम तौर पर यह आवश्यक हो जाता है कि शुरुआती चर्चा की जाए और सह लेखन साझा करने के बारे में मुद्दे को हल किया जाता है बाद की अवस्था में यह गलतफहमी के साथ साथ हितों के टकराव से बचने में मदद करेगा जब यह लेखन हस्तलिपि शोध पत्र जमा करने की स्थिति में या प्रिंट अवस्था में हो इसलिए अंतिम मुद्दों की तरह कुछ चीजों में से एक का निर्धारण होगा लेखकों का क्रम तो आप कैसे निर्धारित करते हैं प्रथम लेखक आमतौर पर प्रमुख लेखक होते हैं मुख्य लेखक को आमतौर पर पहले लेखक के रूप में उसका नाम रखकर संकेत दिया जाता है अंतिम लेखक जिसका नाम पांडुलिपि में अंतिम रूप में प्रकट होता है आमतौर पर उस लेखक का अर्थ होता है जिसने कम से कम योगदान दिया है तो लेखकों का महत्व के क्रमनुसार है प्रयोगशाला के प्रमुख का नाम सबसे पहले लिखा जाता है जो अनुसंधान टीम को नेतृत्व प्रदान करता है और जहां अनुसंधान किया जाता है कई बार होता है लेकिन हमेशा नहीं पहले के रूप में उसका या उसके नाम का समावेश अंतिम या मध्य लेखक उसके द्वारा दिए गए योगदान पर निर्भर करता है तो क्या व्यक्ति प्रयोगशाला का प्रमुख हो सकता है लेकिन लेखक को उस व्यक्ति के लिए श्रेय देकर जिसे हमें करने की आवश्यकता है उस व्यक्ति द्वारा किए गए योगदान को सीधे अनुसंधान और योगदान की भूमिका में दिया गया तो संघर्ष और गलतफहमी से बचने के लिए क्या किया जा सकता है इसलिए संघर्ष और हिट टकराव इंजीनियरिंग प्रयोगशालाओं में उत्पन्न हो सकता है को कम किया जा सकता है अगर प्रशिक्षुओं और पर्यवेक्षकों अग्रिम में के बीच एक संवाद है आपस में सन्दर्भ या उद्धरण के बारे में या जल्दी श्रेय देने वाले पर्यवेक्षक के बारे में इंजीनियरिंग अनुसंधान पर्यवेक्षकों पर आमतौर पर कई प्रतिस्पर्धी जिम्मेदारियां शामिल हैं जैसेइंजीनियरिंग के लिए अपने क्षेत्र में ज्ञान की उन्नति के अपने प्रशिक्षुओं की शिक्षा के लिए लिए उनके संस्थानों और उन्हें सौंपे गए विभिन्न कार्यों के लिए अनुदान राशि का उपयुक्त उपयोग इसलिए क्योंकि उनके पास कई अलग अलग निर्दिष्ट भूमिकाएं और रुचियां हैं तो किसी से बचने के लिए संघर्ष कुछ मुद्दों को पहले से अच्छी तरह से हल किया जा सकता है तो ये कुछ हैं महत्वपूर्ण बिंदु जो हमें इंजीनियरिंग के एक हिस्से के रूप में समझने की आवश्यकता है वह केवल आज प्रथाओं के बारे में ही नहीं है लेकिन यह आपके ज्ञान को बाहर तक फैला रहा है दुनिया के अन्य लोगों के लिए जो एक ही क्षेत्र पर काम कर रहे हैं और आपके एवं एक दूसरे के साथ निष्कर्ष साझा कर रहे हैं तो जब यह ज्ञान साझा हो रहा है जब यह ज्ञान हस्तांतरण है हो रहा है इन लेखकों के मुद्दों से संबंधित मुद्दों साहित्यिक चोरी से संबंधित मुद्दे डेटा संग्रह और परिणामों की रिपोर्टिंग महत्वपूर्ण हो जाती है और आज की चर्चा अगर हम ध्यान में रखते हैं यह निश्चित रूप से अनैतिक प्रथाओं से बचने में हमारी मदद करने वाली है और जिससे अनुसंधान अखंडता बनाए रखें Thank you धन्यवाद